पिछले वीडियो में मैंने आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन के इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स और प्राइम एलिमेंट्स के नोशन को परिभाषित किया है और हम इसके विभिन्न उदाहरणों को देख रहे हैं हम याद करते हैं कि एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या है और एक प्राइम एलिमेंट क्या है इसलिए नया टॉपिक शुरू करने से पहले यह परिभाषा है एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट एक एलिमेंट है जो एक यूनिट नहीं है और इसका कोई प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है तो हमने डिवाइज़र की धारणा के बारे में बात की ये डिवाइज़र उसी प्रकार हैं जैसे कि पूर्णांक में डिवाइज़र होते है और एक प्रॉपर डिवाइज़र पूर्णांक के प्रॉपर डिवाइज़र के ही अनुरूप है जैसे उदाहरण के लिए संख्या 10 के डिवाइज़र 1 और 10 हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर डिवाइज़र नहीं माना जाता है तो 10 के प्रॉपर डिवाइज़र 2 और 5 हैं तो एक आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन में एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई प्रॉपर डिवाइज़र्स नहीं है दूसरी ओर एक प्राइम एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो जब दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो यह उनमें से एक को डिवाइड करना चाहिए एलिमेंट्स के मामले में ये दोनों ही सही हैं जो हाई स्कूल अर्थमैटिक का उपयोग करके जांचना मुश्किल नहीं है यह संबंधित सामान्य परिणामों का पालन करेगा जो हम बाद में प्रूव करेंगे और मैंने आखिरी वीडियो में जो उदाहरण लिया हम एक रिंग में एक एलिमेंट का उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इरेड्यूसिबल है लेकिन प्राइम नहीं है तो हमने रिंग R पर विचार किया जो कि Z एडज्वाइंट स्क्वायर रूट माइनस 5 है इसलिए इसमें a प्लस b स्क्वायर रूट माइनस 5 जैसे एलिमेंट शामिल है जहाँ a और b इंटिजर्स हैं और इसमें हम एक ऐसे इरेड्यूसिबल एलिमेंट की तलाश कर रहे हैं जो प्राइम नहीं है और मैंने दावा किया था कि 2 वह नंबर है और मुझे लगता है कि पिछले वीडियो के अंत तक मैंने यह प्रूव किया था कि 2 प्राइम नहीं है क्योंकि 2 1 प्लस रूट माइनस 5 और 1 माइनस रूट माइनस 5 के प्रोडक्ट जो वास्तव में 6 है को डिवाइड करता है लेकिन हमने तर्क दिया कि 2 उनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करता है इसलिए दूसरा भाग जो मैं अभी करूंगा वह है 2 वास्तव में इरेड्यूसिबल है एक बार जब मैं यह दिखाऊंगा तो यह फॉलो करेगा कि इस रिंग में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो प्राइम नहीं है लेकिन यह इरेड्यूसबल है इसलिए यदि आप एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट की परिभाषा को याद करते हैं तो यह एक यूनिट नहीं होनी चाहिए और इसका प्रॉपर डिवाइज़र नहीं होना चाहिए तो मैं बस स्पष्ट रूप से लिखूंगा 2 एक यूनिट नहीं है ठीक है यह वास्तव में बहुत आसान है और मुझे इसे एक एक्सरसाइज के रूप में छोड़ देना चाहिए लेकिन मान लीजिए अगर 2 एक यूनिट है तो इसका क्या मतलब है यूनिट का मतलब है की इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2 टाइम्स a प्लस b टाइम्स रूट माइनस 5 परिभाषा के अनुसार 1 के बराबर होगा क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आईडेंटिटी एलिमेंट है 2 एक यूनिट है जिसका अर्थ है इसका 2 टाइम्स बराबर 1 है लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे पास 2 a प्लस 2 b होगा और यह जारी रहेगा तो आप इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त होने तक जारी रखते हैं तो यह आपके लिए एक एक्सरसाइज है यह एक बहुत ही सरल एक्सरसाइज है लेकिन मैं इसे आपके लिए छोड़ता हूँ तो अब हमें यह दिखाने की जरूरत है कि इसके पास कोई प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है तो मान लीजिए कि एक डिवाइज़र है क्योंकि याद रखें कि हमारी एक रिंग R है Z एडज्वाइंट स्क्वायर रूट माइनस 5 तो यह वह रिंग है जिसका अर्थ है कि एलिमेंट्स इस रूप के हैं जहां a और b इंटिजर्स हैं का एक डिवाइज़र है मान लीजिए यह 2 का डिवाइज़र है यदि यह 2 का डिवाइज़र है तो हम यह निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि यह वास्तव में एक प्रॉपर डिवाइज़र है इसलिए अब मैं आपके लिए एक एब्सॉल्यूट वैल्यू की धारणा को याद करने जा रहा हूँ याद रखें कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हम कहते हैं कि z a प्लस ib होता है जहाँ a और b रियल नंबर्स हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस ib के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ a और b रियल नंबर्स हैं और i निश्चित रूप से माइनस 1 का स्क्वायर रूट है फिर मैं एब्सॉल्यूट वैल्यू की इस नोशन का उपयोग करने जा रहा हूं जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वास्तव में यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है लेकिन मैं z की एब्सॉल्यूट वैल्यू के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का उपयोग करने जा रहा हूँ तो अब अगर a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रुट माइनस 5 2 का एक डिवाइज़र है तोह इसका अर्थ है आरबिटरेरी रिंग में डिवाइज़र की परिभाषा के अनुसार 2 को a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रुट माइनस 5 टाइम्स रिंग के किसी और एलिमेंट के बराबर लिखा जा सकता है तो में इसके लिए x यूज़ कर रहा हूँ डिवाइज़र की परिभाषा के मुताबिक और यहाँ जिन भी नंबर पर हम इस रिंग में कंसीडर कर रहे हैं वे काम्प्लेक्स नंबर्स हैं बेशक R काम्प्लेक्स नंबर्स में ही निहित है तो हम दोनों साइड के एब्सॉल्यूट वैल्यू लेते हैं दोनों तरफ हमें 2 का एब्सॉल्यूट वैल्यू मिलता है जोके है a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस 5 टाइम्स x की एब्सॉल्यूट वैल्यू यह एब्सॉल्यूट वैल्यू की मेरी परिभाषा है इसका क्या मतलब है 2 का एब्सॉल्यूट वैल्यू क्या है यह वास्तव में 2 का स्क्वायर है जो 4 है और a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस 5 का एब्सॉल्यूट वैल्यू क्या है याद रखें कि मैं इसे a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस 5 लिखूंगा आइए हम इसे a प्लस ib के रूप में परिवर्तित करते हैं तो इसे a प्लस स्क्वायर रूट माइनस 5 टाइम्स i लिखा जा सकता है यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस 5 है तो एब्सॉल्यूट वैल्यू a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर होगी वास्तव में यह a प्लस i b टाइम्स a माइनस i b है यही हमारे पास है तो 2 का स्क्वायर 4 है ये दो समान काम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसका अर्थ है एब्सॉल्यूट वैल्यूज बराबर हैं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर टाइम्स x की एब्सोल्यूट वैल्यू है मुझे नहीं पता कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है लेकिन याद रखें कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू वास्तव में एक इंटिजर होगा नॉन नेगेटिव इंटिजर स्पष्ट रूप से पॉजिटिव इंटिजर इसलिए यदि आप एब्सॉल्यूट वैल्यू लेते हैं तो यह a c स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर होगा तो यह एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा जब तक x एक पॉजिटिव रियल नंबर है जब तक x एक नॉन जीरो एलिमेंट है इसका अर्थ है a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर 4 को डिवाइड करता है अब हम इंटिजर के दायरे में हैं आपके पास एक इंटिजर a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर है जो 4 को डिवाइड करता है जिसका अर्थ है a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर या तो 1 होना चाहिए या a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर 2 होना चाहिए या a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर 4 होना चाहिए याद रखें a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि a प्लस ib a और b पॉजिटिव इंटिजर्स हैं a और b नॉन जीरो इंटिजर्स हैं तो a स्क्वायर और b स्क्वायर वास्तव में पॉजिटिव इंटिजर्स हैं a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटिजर होना चाहिए जो 4 को डिवाइड करता है अब निश्चित रूप से इसका तात्पर्य है कि b की केवल एक ही संभावना है क्योंकि b 0 होना चाहिए क्योंकि जैसे b पॉजिटिव होता है या b नेगेटिव होता है लेकिन नॉन जीरो b स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 5 b स्क्वायर कम से कम 5 होगा लेकिन a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर 1 2 या 4 है तो b को 0 होना चाहिए और तुरंत ही आप देखेंगे कि a स्क्वायर को 4 होना चाहिए a स्क्वायर को 1 या 2 या 4 होना है यह 2 नहीं हो सकता है यह या तो 1 या 4 होना चाहिए तो a या तो 1 है या 4 है ठीक है तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से यह प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो सकता है लेकिन मुझे लिखना चाहिए लेकिन तुरंत आप देख सकते हैं कि हमने जिस डिवाइज़र के साथ शुरुआत की थी वह आरबिटरेरी डिवाइज़र जिसे हमने a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस 5 के साथ शुरू किया है या तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 है इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि a प्लस स्क्वायर रूट b टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस 5 एक प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है तो यह या तो 1 प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 है इसलिए यह 2 का एक प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है क्योंकि एक प्रॉपर डिवाइज़र कुछ ऐसा माना जाता है जो एक यूनिट नहीं है और जो एक एसोसिएट नहीं है 1 और माइनस 1 यूनिट्स हैं और 2 और प्लस माइनस 2 2 के एसोसिएट्स हैं इसलिए 2 में कोई प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है और 2 एक यूनिट नहीं है इसलिए 2 इरेड्यूसिबल है लेकिन 2 प्राइम नहीं है इसलिए यह उदाहरण मैंने केवल इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए दिया था कि सामान्य रूप से इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स प्राइम नहीं हैं तो यही मेरा लक्ष्य है सामान्य तौर पर इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स प्राइम नहीं हैं इसलिए यह याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है एक इंटीग्रल डोमेन में इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो प्राइम नहीं हैं हालांकि कनवर्स सच है तो यह एक प्रोपोज़िशन है मुझे यह सत्यापित करना है माना R एक इंटीग्रल डोमेन है और a R में एक प्राइम एलिमेंट है तो a इरेड्यूसिबल है ठीक है इसलिए एक प्राइम एलिमेंट यदि आप पिछले वीडियो में दी गई परिभाषा को याद करते हैं तो एक प्राइम एलिमेंट एक यूनिट नहीं है और यदि यह प्रोडक्ट bc को डिवाइड करता है तो यह उनमें से एक को डिवाइड करता है तो यह एक यूनिट नहीं है इसलिए अब मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यह इरेड्यूसिबल है इसलिए दिखाने के लिए हमें दो चीजें दिखानी होंगी a यूनिट नहीं है और a का कोई प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है ठीक है तो इन दो तथ्यों को दिखाने के लिए क्योंकि ये दो भाग इररेडूसिबिलिटी की परिभाषा देते हैं a एक यूनिट नहीं है क्योंकि a प्राइम है याद रखें कि एक प्राइम एलिमेंट एक यूनिट नहीं है इसलिए यह पहले से ही दिया गया है इसलिए हमें यह दिखाना होगा कि a का कोई प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है तो मान लीजिए कि हमारे पास a है जो कि bc के बराबर है मान लीजिए हमारे पास ऐसा है इसका मतलब है विशेष रूप से याद रखें कि इसका मतलब है b a को डिवाइड करता है और c a को डिवाइड करता है क्योंकि b टाइम्स a है तो b a को डिवाइड करता है और c टाइम्स a है तो c भी a को डिवाइड करता है तो अब आइए हम a की प्राईमेलिटी का उपयोग करेंगे हम जानते हैं कि a डिवाइड करता है bc को निश्चित रूप से a बराबर है b c के तो a बराबर bc का अर्थ है a bc को डिवाइड करता है यानी कि एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है तो a bc को डिवाइड करता है क्योंकि a प्राइम है इसलिए मैं इसे यहाँ लिखूंगा क्योंकि प्राईमेलिटी के कारण a या तो b को डिवाइड करता है या a c को डिवाइड करता है एक प्राइम एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि यदि वह किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो वह b को डिवाइड करता है यदि वह किसी प्रोडक्ट bc को डिवाइड करता है तो वह या तो b को डिवाइड करता है या c को डिवाइड करता है लेकिन याद रखें या तो b a को डिवाइड करता है या c a को डिवाइड करता है तो हमारे पास है b a को डिवाइड करता है और a b को डिवाइड करता है तो a और b एसोसिएट्स हैं या यदि a c को डिवाइड करता है और c भी a को डिवाइड करता है याद रखें ये दोनों ही होते हैं इसलिए यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या a b को डिवाइड करता है या a c को डिवाइड करता है हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को लागू कर सकते हैं क्योंकि b a को डिवाइड करता है और c a को डिवाइड करता है दोनों सत्य हैं तो a और b एसोसिएट्स हैं या a और c एसोसिएट्स हैं लेकिन इसका मतलब यह है कि b a का प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है b और c प्रॉपर डिवाइज़र्स नहीं हैं वास्तव में मुझे यह कहना चाहिए कि वे दोनों प्रॉपर डिवाइज़र्स नहीं हैं क्योंकि एक प्रॉपर डिवाइज़र वह होता है जिसमें दोनों टर्मस ना तो यूनिट हो और नाही एसोसिएट्स हों तो ज़ाहिर है आप इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दे सकते हैं मान लीजिए कि a bc के बराबर है और b और c एसोसिएट्स हैं b और a एसोसिएट्स हैं इसका मतलब यह है कि a bc के बराबर है दूसरी तरफ b a को डिवाइड करता है a भी b को डिवाइड करता है इसलिए आपके पास a bc के बराबर है b भी a को डिवाइड करता है तो मैं मान रहा हूं कि a भी b को डिवाइड करता है इसलिए मुझे a डिवाइड्स b लिखना चाहिए तो मैं अभी देख रहा हूं कि क्या होता है यदि a b को डिवाइड करता है मतलब ax b के बराबर है a डिवाइड्स b का मतलब है कि कोई x है जिससे ax b के बराबर है इसलिए यदि ax b के बराबर है तो मैं इस ax को c के रूप में बदल सकता हूँ b ax के बराबर है तो ax c इसका मतलब है a टाइम्स 1 माइनस x c 0 के बराबर है और मैं मान रहा हूं कि a नॉन जीरो है ठीक है यदि यह एक 0 एलिमेंट है तो यह निश्चित रूप से प्राइम और इरेड्यूसिबल है यह सिर्फ एक कन्वेंशन है लेकिन a 0 नहीं है अब यहां इंटीग्रल डोमेन महत्वपूर्ण है इस विषय में जब हम इरेड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं हम यह मान रहे हैं कि हम एक इंटीग्रल डोमेन में हैं इसलिए यदि a टाइम्स 1 माइनस xc 0 है a नॉन जीरो है इसलिए 1 माइनस xc 0 है इसका मतलब है कि c एक यूनिट है क्योंकि 1 बराबर xc का अर्थ है कि c का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसलिए जब तक आपके पास एक फेक्टराइज़शन है जहां उनमें से एक वास्तव में एक एसोसिएट है तो दूसरे को एक यूनिट होना चाहिए तो यह एक प्रॉपर फेक्टराइज़शन नहीं है और इसके पास कोई प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है इसलिए a इरेड्यूसिबल है यह पहले से ही एक यूनिट नहीं है क्योंकि इसका प्राइम और हमने अब निष्कर्ष निकाला है कि इसके पास कोई प्रॉपर डिवाइज़र नहीं है तो यह एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है तो आपके लिए संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए मैं प्राइम और इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स के बारे में सामान्य रूप से लिखूंगा R एक इंटीग्रल डोमेन है हमेशा यह लिखना सत्य होता है प्राइम इम्प्लाइज इरेड्यूसिबल यह हमेशा सच है जैसा कि हमने अभी प्रूफ में दिखाया है इसका कनवेर्स इरेड्यूसिबल इम्प्लाइज प्राइम सदैव सत्य नहीं है जैसा कि Z एडजॉइन्ट स्क्वायर रुट माइनस 5 और 2 के उदाहरण को याद करते हैं इसलिए इस रिंग में 2 इरेड्यूसिबल है लेकिन 2 प्राइम नहीं है तो यह एक आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन में इरेड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट्स का सामान्य डिस्क्रिप्शन है इसलिए शेष वीडियो में और अगले वीडियो में हम उन रिंग्स का अध्ययन करने जा रहे हैं जहाँ वास्तव में कनवेर्स सच है इसलिए वर्तमान में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स और यूनिक फेक्टराइज़शन डोमेन्स की धारणा है इसलिए इससे पहले कि मैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स को जारी रखूँ और परिभाषित करूँ मुझे जल्दी से आपको कुछ सामान्य परिभाषाएँ देनी चाहिए सामान्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं तो माना R एक इंटीग्रल डोमेन है R एक इंटीग्रल डोमेन है हम R में दो एलिमेंट्स को चुनते हैं मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में बात करना चाहता हूं जो संक्षिप्त रूप से है gcd आप सभी हाई स्कूल से इसके बारे में परिचित हैं ठीक है हम gcd LCM इत्यादि के बारे में जानते हैं इसलिए मैं इंटिजर्स में gcd की इस धारणा को आगे ले जाना चाहता हूँ अर्थात एक आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन में gcd है तो gcd क्या है तो हम औपचारिक रूप से परिभाषित करते हैं मैं अब a b के gcd के बारे में बात करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि कई और भी हो सकते हैं मेरा मतलब है एक से अधिक हो सकते हैं इसलिए हमेशा हम एक gcd कहेंगे क्योंकि इंटिजर्स में भी आप उस परिभाषा का पालन करते हैं जो मैं अभी दूंगा gcd अगर 3 किन्ही 2 नंबर की gcd है तो माइनस 3 भी उनका gcd होगा इसलिए मैं a और b के gcd d जो कि की R में है को परिभाषित करना चाहता हूं कि इसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं तो सबसे पहले जैसे इंटिजर्स के मामले में होता है मैं चाहता हूं कि d a को डिवाइड करे और d b को डिवाइड करे यह एक कॉमन डिवाइज़र है तो यह एक कॉमन डिवाइज़र पार्ट है यह a को डिवाइड करता है और यह b को डिवाइड करता है लेकिन यह सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र है तो यह एक कॉमन डिवाइज़र है यह कहना पर्याप्त नहीं है और आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को क्या कहेंगे ग्रेटेस्ट पार्ट इंटिजर्स में हम बड़े या छोटे होने की धारणा रखते हैं एक आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन में ऐसा कोई क्रम नहीं है जिससे हम यह नहीं कह सकते कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है लेकिन हम अब इस निम्नलिखित धारणा का उपयोग करने जा रहे हैं जो इंटिजर्स के मामले में भी है यदि e a और b दोनों को डिवाइड करता है तो कोई अन्य कॉमन डिवाइज़र है तो d कॉमन डिवाइज़र है और यदि कोई अन्य कॉमन डिवाइज़र है तो वह कॉमन डिवाइज़र d को डिवाइड करेगा तो यह ग्रेटेस्ट पार्ट है पहला कॉमन डिवाइज़र दूसरा ग्रेटेस्ट पार्ट है तो e a और b को डिवाइड करता है का तात्पर्य है e एक कॉमन डिवाइज़र है तो e d को डिवाइड करता है तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एक कॉमन डिवाइज़र है जो प्रत्येक कॉमन डिवाइज़र द्वारा डिविसिबल है इसलिए स्टैण्डर्ड उदाहरण याद रखें उदाहरण के लिए हम 4 और 8 के gcd की जाँच करते हैं तो यह निश्चित रूप से 4 है 4 और 6 का Gcd 2 होगा 3 और 12 का Gcd 3 होगा और 6 और 8 का gcd 2 होगा और इसी तरह ठीक है तो यह है जिससे आप परिचित हैं हम उन सभी नंबरों को देखते हैं जो उन दोनों को डिवाइड करते हैं और हम इंटिजर्स के मामले में सबसे बड़ा एक नंबर लेते हैं लेकिन क्योंकि आरबिटरेरी रिंग्स में कोई सबसे बड़ा या सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है हम इस परिभाषा को याद रखेंगे जहां हम चाहते हैं कि कॉमन डिवाइज़र हर एक दूसरे कॉमन डिवाइज़र द्वारा डिविसिबल हो इसलिए मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि gcd मौजूद नहीं हो सकती और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिंग हमने पहले इस्तेमाल की थी जिसने हमें एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट का उदाहरण दिया था जो प्राइम नहीं है इसी रिंग में हम निम्नलिखित कह सकते हैं तो आइए हम a को 6 लेते हैं और b को 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रुट माइनस 5 लेते हैं तो ये दो एलिमेंट हैं जिन्हें मैं ले रहा हूँ इसलिए a ये है और b ये है तो अब आइए हम 2 और e को 1 प्लस स्क्वायर रुट माइनस 5 लेते हैं ये दोनों कॉमन डिवाइज़र हैं तो हम दिखा सकते है कि दोनों कॉमन डिवाइज़र हैं क्योंकि 2 निश्चित रूप से 6 को डिवाइड करता है 2 टाइम्स 3 बराबर 6 2 2 टाइम्स 1 प्लस स्क्वायर रुट माइनस 5 को भी डिवाइड करता है तो यह आसान है इसी तरह e 6 को डिवाइड करता है क्योंकि 1 प्लस स्क्वायर रुट माइनस 5 और 1 टाइम्स 1 माइनस स्क्वायर रुट माइनस 5 6 है इसलिए 1 प्लस स्क्वायर रुट माइनस 5 डिवाइड्स 6 यह निश्चित रूप से b को डिवाइड करता है इसलिए क्योंकि इसका 2 टाइम्स b है दूसरी ओर हम जानते हैं इसके लिए थोड़ा सा काम करके दिखा सकते हैं कि 2 1 प्लस स्क्वायर रुट माइनस 5 को डिवाइड नहीं करता है वास्तव में यह दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि यदि ऐसा है तो आप 2 टाइम्स 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स कुछ 1 प्लस स्क्वायर रुट माइनस 5 और आप अपने स्टैण्डर्ड तर्कों का उपयोग करते हैं जो हमने पहले इस वीडियो में कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया है 2 इसे डिवाइड नहीं करता है और इसी प्रकार यह भी 2 को डिवाइड नहीं करता है तो आपके पास ये दो चीजें हैं तो यह वास्तव में आसान है यह उतना मुश्किल नहीं है यह एक स्टैण्डर्ड कैलकुलेशन है तो आपके पास दो कॉमन डिवाइज़र हैं एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है तो अब वास्तव में आप दिखा सकते हैं कि कोई भी gcd नहीं है क्योंकि 2 इरेड्यूसिबल है तो अब मैं इसे छोड़ दूंगा एक एक्सरसाइज के रूप में a जो कि 6 है और b जो कि 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रुट माइनस 5 है का कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दिखा सकते हैं कि d और e इरेड्यूसबल हैं तो ये डिवाइड नहीं करेंगे और b वास्तव में d टाइम्स e है क्योंकि b जो 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रुट माइनस 5 है वह d टाइम्स e है तो कोई भी कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए इसलिए gcd d या e है gcd अगर एक संभावित gcd मुझे लिखना हो एक संभावित gcd या तो d या e है क्योंकि b के केवल 2 डिवाइज़र हैं तो यह या तो d या e है और हमने अभी दिखाया कि d e को डिवाइड नहीं करता है e d को डिवाइड नहीं करता है इसलिए एक कॉमन डिवाइज़र नहीं हो सकता मतलब कॉमन डिवाइज़र हैं लेकिन इस केस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं हो सकता हमारे पास एक ऐसा कॉमन डिवाइज़र नहीं है जो हर दूसरे डिवाइज़र द्वारा डिवाइड होता है तो मैं यहां इस वीडियो को बंद करने जा रहा हूं इस वीडियो में हमने इरेड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट्स के अधिक प्रॉपर्टीज को देखा हमने यह दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया है कि इरेड्यूसिबल का अभिप्राय प्राइम से नहीं है बल्कि प्राइम हमेशा इरेड्यूसिबल है और हमने आरबिटरेरी इंटीग्रल डोमेन में gcd की धारणा को परिभाषित किया है अगले वीडियो में हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स और यूनिक फेक्टराइज़शन डोमेन्स का अध्ययन शुरू करेंगे